नमस्ते टू फेज फ्लो एंड हीट ट्रांसफर के सोलहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो इस व्याख्यान के अंत में हम निम्नलिखित बिंदुओं को समझेंगे सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर दृष्टिकोण से मल्टीफेज फ्लो को समझेंगे हम वैन डेर वाल्स की प्रकृति और अणुओं पर काम करने वाले कोलम्बिक फोर्सेज पर चर्चा करेंगे फिर हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स पर आधारित फ्रीवेयर पर एक केस स्टडी का अभ्यास करेंगे वहां हम देखेंगे कि फ्रीवेयर कैसे इनस्टॉल करें मॉडल पैरामीटर कैसे सेट करें केस स्टडी कैसे चलाएं और अंत में परिणामों का विश्लेषण भी हम आपको यहां दिखाएंगे शुरू करने के लिए आइए देखें कि समस्या के पैमाने की स्तिथि में मॉलिक्यूलर डायनामिक्स कहां है ठीक है तो यहाँ आप देखते हैं कि मैंने एब्सिस्सा में समस्या के पैमाने का एक सचित्र दृश्य प्रस्तुत किया है और यहाँ समय ऑर्डिनेट में है तो आप पता लगा सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा एक बहुत तेज़ और निम्न पैमाने या छोटे पैमाने की घटना को समझा जा रहा है जबकि एक बार जब आप लंबाई के पैमाने को बढ़ाते हैं और साथ ही समय के पैमाने को बढ़ाते हैं तो हम पदार्थ की आणविक प्रकृति पर आ सकते हैं और फिर एक बार जब आप एक्सट्रीम हायर स्केल या इंजीनियरिंग स्केल पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं या एक्सट्रीम हाईएस्ट टाइम या इंजीनियरिंग टाइम हमें कॉन्टीनम मैकेनिक्स दे रहा होगा जो हम चारों ओर देखते हैं ठीक है तो बीच में हमारे पास एक और अवधारणा भी है जिसे मेसोस्कोपिक कहा जाता है जो आणविक प्रकृति को आपकी सातत्य प्रकृति से जोड़ता है कॉन्टिनम मैकेनिक्स के लिए अलग अलग तरीके हैं ये आपके कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डयनमिक्स के दायरे में आते हैं लेकिन यहां कुछ का नाम लेने के लिए हमारे पास फाईनाईट वॉल्यूम फाईनाईट एलिमेंट और फाईनाईट डिफरेंस मेथोडोलॉजी है पिछले कुछ व्याख्यानों में मैंने आपको कुछ मेसोस्कोपिक तकनीकों को दिखाया है जैसे स्मूथेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स और लैटिस बोल्ट्जमैन विधि LBM कुछ और भी हैं जिन्हें DPD डिसिपेटिव पार्टिकल डायनेमिक्स भी कहा जाता है अब इस व्याख्यान में हम इस हरे रंग के ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां हम पदार्थ की आणविक विशेषताओं को समझेंगे ठीक है तो हम क्या कर रहे होंगे हम परमाणुवादी गणना के साथ साथ कोर्स ग्रेन आणविक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के गुणों या व्यवहार का पता लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो हम इनका पता लगाएंगे यह नैनोमीटर की रेंज में है और समय स्तर नैनोसेकंड से पिकोसेकंड के आसपास कुछ होगा ठीक है तो आइए देखें कि मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन करने के लिए कौन सी चीजें आवश्यक हैं तो यहाँ आप केंद्र में देखते हैं मैंने आपको मॉलिक्यूलर सिमुलेशन मॉडल दिखाया है ठीक है और फिर यह वास्तव में यहाँ पर 4 भागों द्वारा समर्थित है मॉलिक्यूलर सिमुलेशन स्थापित करने के लिए आपको इन सभी 4 विशेषताओं को करने की आवश्यकता है सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन और टोपोलॉजी बनाने की आवश्यकता है तो कॉन्फ़िगरेशन और टोपोलॉजी का मतलब है कि हम किस प्रकार की आणविक संरचना के साथ अपना सिमुलेशन शुरू करेंगे फ्लूइड मोलेक्युल्स का निर्माण करने की आवश्यकता है या सतह संरचनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है इसलिए वे यहां कॉन्फ़िगरेशन और टोपोलॉजी पर आ रहे हैं ठीक है फिर हमें यह तय करने की जरूरत है कि हम किन इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन्स पर विचार कर रहे हैं तो आप अलग अलग अणुओं को जानते हैं जब भी वे आपस में फ़ोर्स लगा रहे होंगे तो वहां अलग अलग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन्स होंगे ठीक है चाहे वह कोलम्बिक इंटरेक्शन हो चाहे पोटेंशियल लेनार्ड जोन्स प्रकार का इंटरेक्शन हो इसलिए उन चीजों को यहां इस ब्लॉक में तय किया जाएगा जहां इंटरेक्शन्स को वास्तव में अंतिम रूप दिया जाएगा इसके अलावा हमें कुछ प्रकार के एन्सेंबलेस भी देने होते हैं इसका मतलब है कि हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में किस मात्रा को स्थिर करने जा रहे हैं चाहे वह अणु की संख्या हो अणु का टेम्परेचर हो अणु का प्रेशर हो तो वे इस एन्सेंबलेस में तय किया जाएगा इसके अलावा हमें इस बिंदु में यह तय करने की आवश्यकता है कि इंटीग्रेशन की विधि क्या होगी जिसका अर्थ है कि कोई भी कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिमुलेशन हम जानते हैं कि यह समय के साथ आगे बढ़ता है ठीक है तो टाइम एडवांसमेंट इंटीग्रेशन क्या होगा जो इस ब्लॉक में यहां तय किया जाएगा इसके अलावा हम जानते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस समस्या के प्रकार पर अलग अलग होती है जैसे कि सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर है और यदि आप कुछ बाहरी प्रभाव डाल रहे हैं जैसे कि आप चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र को जानते हैं तो उन चीजों की भी जरूरत होगी और इन्हे सिमुलेशन में भी देने की जरूरत है ठीक है तो मॉलिक्यूलर सिमुलेशन के मामले में ये सभी 4 ब्लॉक विचार किये जाएंगे तो आइए देखें कि आप पहले किस प्रकार की इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ही सामान्य तरल पदार्थ जैसे की पानी के बारे में विचार करते हैं तो यहाँ मैंने आपको पानी दिखाया है आप लाल रंग का यह अणु देखें लाल रंग का परमाणु वास्तव में आपकी ऑक्सीजन है और यहाँ हमारे 2 हाइड्रोजन कोवैलेन्ट बांड्स से जुड़े हुए हैं ठीक है अब इस पानी की संरचना में OH बांड के लिए निश्चित आर्म्ड लंबाई के साथ साथ 2 OH बांड के बीच निश्चित कोण होगा ठीक है तो यह पानी के अणु की एक सामान्य प्रकृति है अब यह पानी के अणु कई इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन्स कर रहे होंगे उदाहरण के लिए 1 पानी का अणु अगर यह किसी अन्य पानी के अणु के साथ किसी प्रकार की इंटरेक्शन कर रहा है तो उन्हें नॉन बोंडेड इंटरेक्शन कहा जाएगा क्योंकि वे पानी के अणु बांड के माध्यम से नहीं जुड़े हैं ठीक है तो नॉन बोंडेड इंटरेक्शन को हम 2 पानी के अणुओं या 2 असमान या 2 नॉन कनेक्टेड अणुओं के बीच देख पाएंगे ठीक है तो विभिन्न प्रकार के फाॅर्स है जो लागू होंगे जैसा की आप नॉन बोंडेड इंटरेक्शन को जानते हैं कुछ का नाम मैंने यहाँ लिया है पहला 1 जो लागू होगा उसे वैन डेर वाल्स फाॅर्स कहा जाता है तो 2 अणुओं के बीच हमेशा किसी न किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण होता रहेगा यह लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल द्वारा निर्देशित है ठीक है लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल इस तरह का होता है पोटेंशियल LJ लेनार्ड जोन्स का प्रतीक है जो वास्तव में j का योग i के बराबर नहीं होगा इसका मतलब है कि j i के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि जब भी हम उसी अणु का अपने अणु के साथ इंटरेक्शन पर विचार कर रहे हैं तो यह कार्य नहीं करेगा तो j i के बराबर नहीं है का अर्थ है कि इस अणु के अलावा वर्तमान अणु के अलावा अन्य सभी अणु इस लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल के लिए विचार में आ रहे होंगे फिर हम यहां पर आप देख रहे हैं 4 गुना ईपीएसलॉन में फिर सिग्मा भाग rij जहां rij वास्तव में अणुओं के बीच की पारस्परिक दूरी है उसकी घात 12 घटा सिग्मा भाग rij की घात 6 है ठीक है यदि आप u को rij के विरुद्ध प्लाट करने कोशिश करते हैं तो यह इस तरह से कुछ ऐसा दिखाई देगा तो आप देखते हैं रूचि के अणुओं के बीच बहुत कम दूरी पर आप पाएंगे कि पोटेंशियल बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि जब भी अणु एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं तो आप पाएंगे कि वे बहुत अधिक ऋणात्मक प्रतिकारक फ़ोर्स का सामना कर रहे हैं ठीक है और ये 0 लगभग 0 पर आ जाते हैं जब भी वे बहुत दूर होते हैं ठीक है तो इस प्रकार की लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल हम वैन डेर वाल्स फाॅर्स के रूप में लागू करते हैं इसके अलावा यदि अणु आवेशित प्रकृति के हैं तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रो स्टैटिक इंटरैक्शन भी यहाँ जिक्र में आ रहे हैं ताकि हम फोर्सेज के कोलम्बिक नियम का उपयोग करें अतः इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एक बार फिर से j नॉट इक्वल टू i qi qj 4 पाई एप्सिलोन नॉट rij के बराबर होगा जहां एप्सिलोन नॉट वैक्यूम के लिए परमिटीविटी है ठीक है और qi और qj उनके संबंधित आवेश है जो अणुओं में संग्रहित हैं ठीक है rij उनकी आपसी दूरी है इसके अलावा इस नॉन बोंडेड इंटरेक्शन के अलावा हमारे पास बोंडेड इंटरेक्शन्स भी हो सकते हैं मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि यदि आपके आणविक संरचना में कुछ कॉवेलेंट बॉन्ड हैं तो आप पाएंगे कि वे बांड्स के बीच और फिर बांड्स में परमाणुओं के बीच कुछ निश्चित लंबाई रखने वाले हैं और वे बांड्स के बीच भी कुछ कोण रख रहे होंगे अब यह ऐसा हो सकता है कि किसी बाहरी फ़ोर्स या क्षेत्र के कारण आपको पता चल जाएगा कि ये बांड्स खिंच रहे हैं या बांड्स के बीच के कोण वास्तव में मुड़ रहे हैं तो कुछ टॉरशनल स्ट्रेस हो सकता है या कुछ स्ट्रेचिंग स्ट्रेस भी हो सकता है तो उसके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि जो कुछ भी नॉमिनल r और थीटा को बनाए रखने की आवश्यकता है उसे बनाए नहीं रखा जाएगा तो कुछ अन्य मान आ रहे होंगे तो उसके कारण किसी प्रकार का टॉरशनल पोटेंशियल और स्ट्रेचिंग पोटेंशियल होगा तो स्ट्रेचिंग पोटेंशियल को u बांड k बांड के रूप में लिखा जा सकता है तो यह कुछ स्थिरांक है जिसे हम विभिन्न अणुओं के लिए रखते हैं तो यह हमारे पास कुछ रासायनिक चार्ट हैं जहां से आप पोटेंशियल r r0 के लिए ये स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं यहाँ r0 बॉन्ड स्क्वायर में परमाणुओं के बीच इक्विलिब्रियम गैप है ठीक है इसी प्रकार टॉरशन के लिए हम u कोण k थीटा थीटा थीटा नॉट पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ भी थीटा नॉट बांडों के बीच इक्विलिब्रियम की स्तिथि में नॉमिनल एंगल है ठीक है और k थीटा एक बार फिर स्थिरांक है जिसका पता अणुओं के रासायनिक गुणों से लगाया जा सकता है ठीक है तो आगे देखते हैं कि इसके अलावा दूसरे ब्लॉक में मैंने आपको दिखाया है कि आगे हमें बाउंड्री कंडीशंस देने की जरूरत है तो आइए हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में उपलब्ध विभिन्न बाउंड्री कंडीशंस के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशन है इसलिए आमतौर पर मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन बहुत छोटे डोमेन के लिए किया जाता है क्योंकि 1 इंजीनियरिंग समस्या के सिमुलेशन के लिए अणुओं की संख्या अधिक होगी तो हम क्या करते हैं हम डोमेन को छोटा करते हैं और मानते हैं कि डोमेन कहीं और दोहराया जा रहा है इसलिए हमें इस तरह के सिमुलेशन के लिए पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशन रखने की जरूरत है अब इस पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशन का क्या अर्थ है मान लें कि यहां हमारे पास एक सेल है जिसे हम अपने सिमुलेशन के लिए मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा मान लीजिए कि 1 अणु इस सीमा के माध्यम से यहाँ प्रवेश कर रहा है तो वह अणु जिस समय प्रवेश कर रहा होगा एक दूसरा अणु भी विपरीत सीमा से बाहर जा रहा होगा तो यह इस तरह है 1 सीमा से कोई प्रवेश कर रहा होगा विपरीत सीमा से सामान द्रव्यमान के अणु समान वेलोसिटी से बाहर जा रहे होंगे ठीक है तो इस तरह की चीजों को हम पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशन कहते हैं और इस तरह की बाउंड्री कंडीशन हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के लिए बहुत बार लागू करते हैं इसके अलावा हम कुछ और बाउंड्री कंडीशन भी देते हैं जैसे फिक्स्ड सेल बाउंड्री अब फिक्स्ड सेल बाउंड्री कई प्रकार की हो सकती हैं इसलिए रिफ्लेक्शन की मात्रा के आधार पर हमने इसे 2 प्रकार रिफ्लेक्टिव और रिपल्सिव बाउंड्री कंडीशन में विभाजित किया है तो यहाँ मैंने आपको रिफ्लेक्टिव और रिपल्सिव बाउंड्री कंडीशन का उदाहरण दिया है यहाँ आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव का अर्थ है कि यह ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन के सभी नियमों का पालन करेगा ठीक है तो इन्सिडेन्स कोण रिफ्लेक्शन कोण के बराबर होगा इन सभी बातों का वह पालन करेगा रिपल्सिव के मामले में हम यह पता लगाएंगे कि इसे वॉल से कुछ फ़ोर्स मिल रहा है जब भी वह वॉल के करीब पहुंच रहा होगा उसे कुछ फ़ोर्स मिल रहा होगा ठीक है ताकि वह किसी वॉल से न टकराए तो आइए हम यहां कहें कि वॉल और अणु के बीच की दूरी के आधार पर हमारे पास वॉल है आपको पता चल जाएगा कि यह कुछ पोटेंशियल प्राप्त कर रहा है ठीक है तो दूरी कम होने पर आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल बढ़ रहा है ठीक है इसके अलावा वॉल की रिजिडीटी के आधार पर इस फिक्स्ड सेल बाउंड्री को 2 प्रकार रिजिड और सेमि रिजिड वाल्स में विभाजित किया जा सकता है तो यहाँ मैंने रिजिड और सेमि रिजिड का 1 योजनाबद्ध आरेख दिया है तो यहाँ आप देखते हैं कि ये सभी बैंगनी रंग के बिंदु वास्तव में वाल्स के अणु हैं और आप यह पता लगा सकते हैं कि आंतरिक अणुओं की गति के कारण वॉल का कोई भी अणु अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है तो यह रिजिड वॉल का एक उदाहरण है दूसरी ओर यहाँ पर आप देखते हैं आंतरिक अणुओं की गति के कारण वॉल के अणु अपना आकार बदल रहे हैं तो यह बैंगनी रंग के बिंदु वॉल के अणुओं की प्रारंभिक स्थितियाँ हैं और वृत्ताकार कॉरेस्पोंडिंग स्थितियाँ वास्तव में वॉल के अणुओं की अंतिम स्थिति हैं तो आप देख सकते हैं कि वॉल के अणु वास्तव में आंतरिक अणुओं की इंटरेक्शन के कारण गति कर रहे हैं तो यह किसी प्रकार की सेमि रिजिड वॉल का एक उदाहरण है ठीक है हालांकि यह आंतरिक अणुओं को इस वॉल की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा लेकिन वॉल की सीमा आंतरिक अणुओं के पोटेंशियल के आधार पर विक्षेपित हो सकती है ठीक है इन बाउंड्री कंडीशंस पर चर्चा करने के बाद आइए इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और टोपोलॉजी देखें जो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है शुरुआत में टोपोलॉजी तय करने के लिए हमें अणुओं के लिए जो भी पोटेंशियल और दूरी आवश्यक है उसे देने की आवश्यकता है तो यहाँ मैंने आपको एक पानी का अणु और सिलिकॉन का अणु दिखाया है ठीक है उदाहरण के लिए क्योंकि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में 2 फेज फ्लो में हम सिलिकॉन पर पानी की बूंदों को रखते हैं और थोड़े माइक्रो फ्लुइडिक अनुप्रोग करते हैं तो यहां मैंने आपको दिखाया है हम मूल रूप से पानी SPCE मॉडल के लिए उपयोग करते हैं ठीक है क्योंकि कई बार हमें पता चलता है कि माइक्रो फ्लुइडिक एप्लीकेशन के लिए विद्युत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है तो उन मामलों में SPCE E विद्युत क्षेत्र का प्रतीक है वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है तो मैं आपको बता दूं कि इस SPCE पानी के मॉडल की क्या विशेषताएं हैं तो हम SPCE पानी के मॉडल के मामले में क्या करते हैं हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं को चार्ज देते हैं तो आप देखते हैं कि हम ऑक्सीजन के मामले में 08476 को इलेक्ट्रॉन चार्ज से गुणा करते हैं और फिर हाइड्रोजन के मामले में हम 04238 को इलेक्ट्रॉन चार्ज से गुणा करते हैं तो आप देखते हैं कि यह qH परिमाण में q का ठीक आधा है और इसके चिन्ह विपरीत है तो यह रहता है यह मिश्रित पानी पूरी तरह से न्यूट्रल रहता है और आप जानते हैं कि सभी चार्जेज संतुलित होंगे आगे बॉन्ड की लंबाई r0 क्या होगी और H OH के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा यानी थीटा 0 वे मान जिन्हें हमनेr0 के लिए 1 एंगस्ट्रॉम और थीटा 0 के लिए 10947 डिग्री के रूप में कहा था इसी तरह सिलिकॉन अणु के लिए हम क्या करते हैं हम एक डायमंड क्यूबिक संरचना पर विचार करते है और हम तय करते हैं कि लैटिस स्थिरांक 543 एंगस्ट्रॉम होगा तो 2 सिलिकॉन अणुओं के बीच हमारे पास 543 एंगस्ट्रॉम की दूरी है ठीक है और आमतौर पर इस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए हमने माना कि सिलिकॉन पर कोई चार्ज नहीं है ठीक है तो हम देते हैं सिलिकॉन परमाणु चार्ज 0 में है ठीक है आगे देखते हैं कि हम सिमुलेशन के लिए इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे रख सकते हैं यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि हमने इन पीले रंग के अणुओं वास्तव में आपके सिलिकॉन अणुओ को डायमंड क्यूबिक संरचना में रखते हैं ठीक है और उसके ऊपर हमने 1 पानी का बॉक्स बनाया है तो आप यहां लाल रंग की चीजों का ढूंढ सकते हैं जो कुछ भी आपको पता चलता है कि वे वास्तव में आपकी ऑक्सीजन हैं और सफेद रंग के परमाणु वास्तव में हाइड्रोजन हैं ठीक है तो हम शुरुआत में एक सिमुलेशन स्थापित करने के लिए क्या करते हैं यहां मैंने आपको सिलिकॉन सब्सट्रेट के ऊपर पानी के बॉक्स का 1 उदाहरण दिया है इसलिए मैंने पानी के अणुओं के 15 x 15 x 15 मैट्रिक्स को सिलिकॉन सब्सट्रेट के ऊपर एक बॉक्स के रूप में लिया है ठीक है और फिर पानी के अणुओं के बीच की प्रारंभिक दूरी हमने 4 एंगस्ट्रॉम के रूप में रखी है याद रखें यह बॉन्ड लंबाई या r0 नहीं है यह वास्तव में 2 पानी के अणुओं के बीच की दूरी है जिसे हमने 4 एंगस्ट्रॉम रखा है ठीक है

और पानी और सिलिकॉन सतह के बीच की प्रारंभिक दूरी को भी 4 ऐंग्स्ट्रॉम के रूप में रखा गया है तो यहाँ प्रारंभिक प्लेसमेंट के लिए यह चित्र होगा ठीक है आगे देखते हैं कि हम किन विभिन्न एन्सेंबलेस और इंटीग्रेशन मेथोडोलॉजी का अनुसरण करते हैं विभिन्न एन्सेंबलिंग मेथोडोलोजिज़ हैं जिनमें से मैंने यहां 3 का नाम दिया है पहला माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल है इस माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल में अणुओं की संख्या वॉल्यूम और एनर्जी का संरक्षण किया जा रहा है ठीक है इसी तरह हमारे पास कैनोनिकल एन्सेम्बल जैसा दृष्टिकोण है जहां संख्या वॉल्यूम और टेम्परेचर का संरक्षण किया जा रहा है एनर्जी का नहीं हमारे पास आईसोथर्मल आइसोबैरिक एन्सेम्बल भी है यहाँ हम संख्या प्रेशर और टेम्परेचर को स्थिर रखेंगे ठीक है तो आप कोई भी एन्सेम्बल चुन सकते हैं इसके बाद यदि आप गवर्निंग समीकरणों को देखें तो हम जानते हैं कि पार्टिकुलेट नेचर या मॉलिक्यूलर नेचर के लिए यह हमेशा न्यूटन के दूसरे नियम का तौर पर होगा यदि हम मॉलिक्यूलर संरचना i अणु संख्या i के लिए न्यूटन का दूसरा नियम लिखते हैं तो यह Fi होगा अणु पर लगने वाला फ़ोर्स जो वास्तव में अणु के द्रव्यमान को अणु के एक्सेलरेशन से गुणा करने पर प्राप्त होता है ठीक है तो पोटेंशियल से हम गणना कर सकते हैं कि इस तरह से उस पर लगने वाला फ़ोर्स क्या है तो Fi सभी पोटेंशियल नॉन बोंडेड और बोंडेड पोटेंशियल का योग होगा उस पोटेंशियल का डेल डेल r आप फ़ोर्स के रूप में दे सकते हैं ठीक है अब एक बार जब हमें फ़ोर्स मिल जाता है तो हम पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है ठीक है और उस एक्सेलरेशन का उपयोग करके हम अणु की अगली स्थिति का पता लगा सकते हैं ताकि हम वर्लेट एल्गोरिथम का उपयोग कर सकें तो वेरलेट एल्गोरिथम पहले ही मैंने आपको बता दिया है लेकिन मैं आपको यहां पर 1 त्वरित दृष्टिकोण देता हूं तो r t delta t हम r v और a के आधार पर पता लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से इसलिए r v delta t v और कुछ नहीं बल्कि आणविक समय t की वेलोसिटी है जिसे समय t पर अणु के एक्सेलरेशन a के आधे से और फिर डेल्टा t के स्क्वायर से गुणा किया जाता है इसी तरह से r डेल्टा t जिसका अर्थ है पिछला समय चरण पिछला समय चरण r v डेल्टा t से गुणा a del t स्क्वायर का आधा आप जानते हैं एक बार फिर ये आपकी टेलर श्रृंखला के विस्तार से आ रहे हैं अब यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको r t delta t 2 r - r F mdelta t स्क्वायर प्राप्त होगा यहाँ जानबूझकर हमने जो किया है हमने v को हटा दिया है क्योंकि v की गणना हम कही भी नहीं कर रहे हैं हम हमेशा F का पता लगा रहे हैं तो a को वास्तव में Fm से बदल दिया गया है ठीक है तो एक बार जब हम F को जान लेते हैं तो जल्दी से इसको और अणु की स्थिति के पिछले ज्ञान का उपयोग करके हम अणु की अगली स्थिति का पता लगा सकते हैं आगे आइए देखें कि मॉलिक्यूलर डायनामिक्स का सिमुलेशन करने के लिए कौन से विभिन्न फ्रीवेयर उपलब्ध हैं कुछ अच्छी तरह से स्थापित फ्रीवेयर हैं जैसे आप जानते हैं LAMMPS GROMACS NAMD MDYNAMIX ठीक है लेकिन आज मैं आपको LAMMPS सिमुलेशन का एक अवलोकन दूंगा ठीक है तो यह मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन के लिए बहुत मजबूत सॉफ्टवेयर है तो आइए देखें कि LAMMPS कैसे काम करता है अब LAMMPS में मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन स्थापित करने के लिए हमें वास्तव में 3 अलग अलग हिस्सों पर विचार करने की आवश्यकता है तो पहले टोपोलॉजी और अणु के इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को स्थिर करने के लिए हमें Moltemplate नामक एक सॉफ्टवेयर के लिए जाना होगा फिर पूरे मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन को LAMMPS में किया जा रहा है और अंत में विज़ुअलाइज़ेशन के लिए आप कोई भी बाहरी सॉफ़्टवेयर ले सकते हैं यहाँ मैं आपको VMD नाम का सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ ठीक है पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि LAMMPS कैसे इनस्टॉल करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले हमें क्या करने की आवश्यकता है आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है या आपको LAMMPS वेबसाइट से LAMMPS सोर्स कोड डाउनलोड करने की आवश्यकता है जिसे संदीआ नेशनल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है ठीक है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं चूंकि यह फ्रीवेयर है वहां से पहले आपको कुछ डिपेंडेंसी को हल करने की आवश्यकता है इसलिए डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर लिखी हैं तो उन चीजों को आप हल कर सकते हैं उसके बाद यह कुछ targz फाइलों के रूप में डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उस एक को untar करने की जरूरत है तो पहले से ही मैंने आपको पिछले कुछ व्याख्यानों में दिखाया है कि किसी फ़ाइल zip की गई फ़ाइल को कैसे untar किया जाए तो आप उस एक को untar कर सकते हैं तो एक बार जब आप untar कर देते हैं तो यह LAMMPS फिर हाइफ़न जैसी डायरेक्टरी बना देगा और तारीख आ जाएगी तो दिनांक संरचना का एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ 5 Sep14 में दिखाया है तो यह डाउनलोड की तारीख के आधार पर बदल सकता है आगे हमें इस LAMMPS फोल्डर की STUBS डायरेक्टरी में जाना होगा आपने जो कुछ भी डाउनलोड किया है गंतव्य इस LAMMPS फ़ोल्डर की तरह है फिर src पर जाएं उसके बीच में एक STUBS डायरेक्टरी प्राप्त होगी तो एक बार जब आप cd का उपयोग करके STUBS डायरेक्टरी में जाते हैं जो मैंने आपको पहले एक Linux प्लेटफॉर्म में बताया है फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है आपको पहले make clean के रूप में कमांड देना होगा और फिर make कमांड देनी होगी ठीक है तो यह आपके कोड को उपयोग के लिए तैयार कर देगा फिर हमें src डायरेक्टरी में जाकर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा तो src डायरेक्टरी एक बार फिर से है यदि आप STUBS डायरेक्टरी से 1 स्तर ऊपर जाते हैं तो आप src डायरेक्टरी तक पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ आप इस कमांड का उपयोग करे make clean all और फिर make serial now make serial आपको कोड सीरियल में चलाने में सक्षम करेगा ठीक है यहां मैंने VMD जैसे अन्य सॉफ्टवेयर को इनस्टॉल करने के बारे में चर्चा की है तो VMD एक बार फिर आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट आईडी जो मैंने यहां दी है यह फ्रीवेयर है इसलिए पहले एक बार फिर आपको इसे unzip करना होगा क्योंकि स्पेस को कम करने के लिए सभी सॉफ़्टवेयर वास्तव में ज़िप्ड प्रारूप में होंगे फिर आपको सोर्स फ़ाइल को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इस तरह की कमांड देने की जरूरत है configure Linux फिर आपको कमांड make install देकर इंस्टाल करना होगा ठीक है तो VMD इनस्टॉल हो जाएगा इसी तरह इनिशियल टोपोलॉजी और कॉन्फ़िगरेशन के लिए Moltemplate को आपको इस वेबसाइट wwwMoltemplateorg से डाउनलोड करना होगा फिर इसे अनज़िप करना होगा ठीक है और एनवायर्नमेंटल वेरिएबल का पथ सेट करना होगा और आपको अपने एनवायर्नमेंटल वेरिएबल में इस पथ का उपयोग करना होगा एनवायर्नमेंटल वेरिएबल एक्सपोर्ट पथ path Home फिर home Moltemolatesrc ठीक है अंत में आपने कहा कि Moltemplate एनवायर्नमेंटल वेरिएबल भी एक्सपोर्ट Moltemplate पथ homemoltemplatecommon द्वारा कॉमन सब डायरेक्टरी में है ठीक है आगे मुझे सिमुलेशन मेथोडोलॉजी पर जाने दें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने Moltemplate में किया है तो यह Moltemplate फ़ाइल है यहाँ पर मैंने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला है आप यहाँ देखें हमने दिखाया है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन h1 और h2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो पहला मान उनका चार्ज 008476 04238 04238 है और फिर अगले 3 स्थान उनके x y और z निर्देशांक हैं ठीक है तो एंगुलर लोकेशन 1099 डिग्री और उनके एंगुलर लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के आधार पर इस निर्देशांक की गणना की जाएगी ठीक है तब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी दिया है तो ऑक्सीजन के लिए हमने 159994 और हाइड्रोजन के लिए 1008 दिया है हमने यह भी चुना है कि बॉन्ड और एंगल क्या होंगे तो OH1 और OH2 के बीच बांड का चयन किया जाता है और OH1 और OH2 के बीच एंगल का चयन किया गया है ठीक है तो वह कोण थीटा0 होगा ठीक है फिर हमने निर्दिष्ट किया है कि LJ पोटेंशियल पर निर्भर स्प्रिंग स्थिरांक क्या होगा तो यहाँ OH के लिए हमने माना है कि kr वास्तव में 1000 होगा और r0 1 होगा और बॉन्ड एंगल के लिए कोण 10947 होगा और k थीटा को हमने एक बार फिर से 1000 के रूप में चुना है ठीक है अब O और H के लिए लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल का मतलब है कि सिग्मा और एप्सिलॉन को इस तरह चुना गया है ठीक है अगले भाग में मैंने आपको सिलिकॉन के लिए दिखाया है तो एक बार फिर आप जानते हैं कि सिलिकॉन की संरचना इस तरह की होती है तो आप हमेशा सिलिकॉन की निर्देशांक स्थिति जानकर गणना कर सकते हैं तो यहाँ मैंने निर्देशांक स्थिति दी है वैसे चार्ज के लिए हमने पहले कॉलम के सभी 0 दिए हैं आप देख सकते हैं कि सभी 0 हैं और उनके कॉरेस्पोंडिंग लोकेशन उसके बाद हमने दिए हैं यहां सिलिकॉन परमाणु द्रव्यमान हमने 280855 के रूप में दिया है और हमने यह भी स्थापित किया है कि लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल क्या होगा यहां पर सिलिकॉन के लिए हमने 005 और 30 लिया है ठीक है हमने 15 पानी के अणुओं का एक बॉक्स बनाया है तो 15 x 15 x 15 प्रत्येक दिशा में इस प्रकार तो 15 और फिर हमने प्रारंभिक स्थिति 4 0 0 के रूप में x दिशा में और फिर y दिशा में भी 15 अणु दिए हैं तो 0 4 4 और z दिशा 0 0 4 तो यह 15x 15 x 15 का बॉक्स है फिर हमने पानी के बॉक्स को किसी स्थान पर सिलिकॉन सब्सट्रेट के ऊपर रखने के लिए वांछित स्थिति में स्थानांतरित कर दिया है तो ये वैकल्पिक हैं तो आप वहां पर कोई भी मान दे सकते हैं और फिर हमने डोमेन आकार बताया है आप देख सकते हैं कि डोमेन आकार x दिशा के लिए 50 से 200 तक y दिशा के लिए 0 से 200 और z दिशा के लिए क्योंकि z दिशा बहुत अधिक होगी हमें ड्रॉपलेट डायनामिक को देखना होगा तो यह 0 से 1000 होगा ठीक है आगे हम LAMMPS फ़ाइल का सिमुलेशन देखते हैं तो यह आपकी LAMMPS फ़ाइल है पिछली Moltemplate फ़ाइल थी यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं हम यहां उन सभी पैरामीटर्स को स्थापित कर रहे हैं पहले हम इकाई निर्दिष्ट कर रहे हैं ठीक है इकाई वास्तविक इकाई है फिर बॉन्ड प्रकार बॉन्ड प्रकार वास्तव में हाइब्रिड हार्मोनिक बॉन्ड है और कोण हाइब्रिड हार्मोनिक द्वारा तय किया जाएगा हम यहां पर वैन डेर वाल्स और कोलम्बिक इंटरैक्शन और कटऑफ पोटेंशियल भी इस तरह दे रहे हैं तो आप देखते हैं किसी भी कण के लिए आपकी LJ पोटेंशियल निम्न अधिकतम बिंदु और उच्च अधिकतम बिंदु 9 और 10 के रूप में होगी और कोलंबिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास केवल 10 होंगे अब केवल सिलिकॉन होने के कारण आप जानते हैं कोई कोलम्बिक इंटरैक्शन नहीं होगा आपके पास केवल LJ पोटेंशियल होगी तो ये 9 और 10 होंगे अब मिश्र अंकगणित का उपयोग करके हम इसी तरह के मटेरियल के लिए LJ पोटेंशियल को परिभाषित कर रहे हैं हमने इस प्रकार के सूत्रीकरण का उपयोग एप्सिलॉन और सिग्मा के लिए किया था तो यदि आपके पास 2 अलग अलग मटेरियल हैं जिनमें एप्सिलॉन और सिग्मा हैं तो एप्सिलॉन 1 2 की गणना ज्यामितीय माध्य के रूप में की जा सकती है और सिग्मा 1 2 की गणना अंकगणितीय माध्य के रूप में की जा सकती है ठीक है तो ये लोरेंत्ज़ बर्थेलॉट मिश्रण नियम द्वारा दिए गए हैं तो यह इस लाइन को जोड़ने से मिश्रित अंकगणित होगा आप इस नियम को सक्रिय कर सकते हैं ठीक है फिर हम config data पढ़ रहे होंगे जो Moltemplate द्वारा उत्पन्न किया गया है इस लाइन का उपयोग करके और अंत में LJ पोटेंशियल सेट करेगा इसलिए यद्यपि हमने Moltemplate फ़ाइल में LJ पोटेंशियल दिया है यदि हम LAMMPS फ़ाइल में परिवर्तन करना चाहते हैं जो हम यहाँ कर सकते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने k के लिए परिवर्तन किये हैं हमारे पास krn k थीटा है इससे पहले हमने 1000 को लिया है यहां हमने 200 और 200 लिए हैं इसी तरह विभिन्न प्रकार के परमाणुओं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सिलिकॉन के लिए यहां हमने आपके हाइड्रोजन अणु परमाणु के रूप में 1 आपके ऑक्सीजन के रूप में 2 और सिलिकॉन के रूप में 3 दिया है तो आप यहां देखिए हमने सारी पोटेंशियल दिए हैं पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन और थीटा का मान है ठीक है विभिन्न अणुओं के लिए परमाणु से परमाणु का इंटरेक्शन ठीक है अगला यहाँ हमने क्या किया है हमने एक डोमेन बनाया है तो डोमेन कुछ ऐसा है जिसे आप देखते हैं कि हमने si समूह सिलिकॉन समूह नामक एक डोमेन बनाया है और हमने इस सिलिकॉन समूह को पूरे समूहों से बाहर कर दिया है तो हम यहाँ पर सिलिकॉन की गति पर विचार नहीं कर रहे हैं ठीक है और फिर हमने सिमुलेशन चलाने का निर्देश दिया है तो समय स्टेप 01 के रूप में बनाया गया है और यहाँ यदि इंटरेक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ता है तो सुधार के लिए हम हर बार 100 बार के बाद थर्मो का उपयोग कर रहे हैं थर्मो कैसे काम कर रहा होगा जो हमने यहां fix move stuff mobile nvt का उपयोग करके दिया है तो यह हमारा n प्रतीक है जो वास्तव में हमें लेने की आवश्यकता है तो यह 100 केल्विन के एक स्टेप पर टेम्परेचर को 300 पर स्थिर रखेगा तो 300 केल्विन टेम्परेचर हमेशा स्थिर रहेगा आप परिणामों को कुछ बाहरी फ़ाइलों में डंप कर सकते हैं ताकि आप बाद में VMD का उपयोग करते हुए देख सकें और आपको पता चले कि यह इतने टाइम स्टेप के बाद समाप्त हो जाएगा ठीक है और यह एक रीस्टार्ट फ़ाइल लिख रहा होगा जिसके बीच में आपको कुछ समस्या हो रही है अगला सिमुलेशन के बाद आप जो भी फाइल लिख रहे होंगे तो आप वास्तव में VMD का उपयोग करके पढ़ रहे होंगे तो यह VMD फ़ाइल का एक विशिष्ट उदाहरण है तो शुरुआत में आपको पता चल जाएगा कि टाइम स्टेप क्या है और फिर आपके पास यहां पर एक लंबा डेटा होगा मैंने एक छोटा डेटा दिखाया है तो यहाँ आप आइटम नंबर फिर परमाणु प्रकार का पता लगा रहे होंगे और फिर आप आणविक द्रव्यमान प्रकार x y z का पता लगा रहे होंगे जिसका अर्थ है x निर्देशांक y निर्देशांक और z निर्देशांक और ix iy और iz तो वे वास्तव में x y और z के लिए सूचकांक हैं तो यहाँ मैंने आपको 1 विशिष्ट उदाहरण दिखाया है तो हमने पानी के बॉक्स के साथ शुरुआत की है और आप हल के अंत में पता लगा सकते हैं कि आपको सिलिकॉन के ऊपर पानी की एक बूंद मिल जाएगी यह 02 नैनो सेकेंड के बाद है ठीक है तो इस तरह आप LAMMPS में 1 सिमुलेशन सेटअप कर सकते हैं और आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं ठीक है आइए संक्षेप करते हैं तो हमने संक्षेप में चर्चा की है कि मॉलिक्यूलर डायनामिक्स का मूल सिद्धांत क्या है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स कोड LAMMPS के लिए इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को हमने दिखाया है और सिमुलेशन सेट करना भी हमने इस तरह दिखाया है हमने वास्तव में एक सिलिकॉन सब्सट्रेट पर नैनो आकार की पानी की बूंदों के सिमुलेशन का एक केस स्टडी किया है हमने सिमुलेशन को सेटअप करने सिमुलेशन करने और परिणाम देखने के लिए Moltemplate LAMMPS और VMD का उपयोग किया है आइए इस व्याख्यान के अंत में आपकी समझ का परीक्षण करें तो हमेशा की तरह आपके पास 3 प्रश्न हैं तो पहला निम्नलिखित में से कौन सा MD में मान्य बाउंड्री कंडीशन नहीं है हमने बाउंड्री कंडीशंस के बारे में विस्तार से चर्चा की है तो कंडीशंस हैं पहली पीरियाडिक दूसरी रिफ्लेक्टिव तीसरी रेपुल्सिव और चौथी अब्सॉर्बिंग ठीक है तो आपने अधिकांश नाम सुने होंगे इसलिए आपको विषम का पता लगाना होगा तो सही उत्तर अब्सॉर्बिंग है अब्सॉर्बिंग बाउंड्री मॉलिक्यूलर डायनामिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं है अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बोंडेड इंटरेक्शन है तो हमारे पास 4 विकल्प हैं वैन डेर वाल्स फाॅर्स स्ट्रेचिंग फाॅर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फाॅर्स उपरोक्त सभी ठीक है कौन सा बोंडेड इंटरेक्शन है तो बोंडेड इंटरेक्शन स्पष्ट रूप से स्ट्रेचिंग फाॅर्स है ठीक है जो और कुछ नहीं बल्कि k r गुना r r0 का स्क्वायर है ठीक है फिर माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल एप्रोच में कौन से गुण संरक्षित हैं तो माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल एप्रोच तो इसका मतलब है कि यह nve है तो हमारे पास 4 विकल्प हैं नंबर वॉल्यूम एनर्जी नंबर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर वॉल्यूम प्रेशर और नंबर मास प्रेशर ठीक है अतः चूंकि यह nve है इसलिए नंबर वॉल्यूम एनर्जी सही उत्तर है तो इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूँ धन्यवाद